व्याख्यान 46 चुंबकीय पदार्थ की उपस्थिति में चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के लिए समाधान चुंबकीय आघूर्ण m के साथ चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए हमारी मशीनरी स्थापित करने के बाद एक ऑक्सीलिरी क्षेत्र h पेश करने से अब हम चुंबकीय पदार्थों से निपटने के लिए तैयार हैं इसलिए हम चुंबकीय पदार्थों से निपटने जा रहे हैं जिसे मोटे तौर पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है ये पैरामैग्नेटिक डायमैगनेटिक और फेरोमैग्नेटिक हैं पैरामैग्नेटिक पदार्थ आरोपित क्षेत्र की दिशा में एक चुंबकत्व विकसित करते हैं इसलिए अगर मैं इस नमूने को एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करता हूं तो यह उस दिशा में एक चुंबकत्व विकसित करेगा डायमैगनेटिक पदार्थ आरोपित क्षेत्र के विपरीत एक चुंबकत्व विकसित करते हैं और फेरोमैग्नेटिक पदार्थ आरोपित क्षेत्र की दिशा में एक बड़ा चुंबकत्व विकसित करते हैं तो हम इसे सचित्र बनाते हैं अगर मैं पैरामैग्नेटिक पदार्थ को देखता हूं तो मान लीजिए कि मैं पैरामैग्नेटिक पदार्थ का नमूना लेता हूं और मैं इसे एकसमान क्षेत्र में रख देता हूं इससे आरोपित क्षेत्र की दिशा में एक चुंबकत्व विकसित होगा और इसलिए यह इस तरह से एक चुंबकत्व विकसित करेगा और यह अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देगा दोनों अंदर और बाहर हमने अभी देखा कि अंदर अगर यह लंबा है तो यह एकसमान अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र होने जा रहा है परिणामस्वरूप आप यहाँ जो नोटिस करते हैं वह क्षेत्र आरोपित क्षेत्र के विपरीत है तो क्षेत्र में थोड़ी कमी आएगी लेकिन सिरे के पास यह शक्तिशाली होगा इसलिए अंतिम रेखाएं जो हम इस मामले में देखने जा रहे हैं अब मैं इसे मिटा देता हूं मैं आपको दिखाऊंगा कि अंतिम रेखाएं ऐसी लग रही हैं जैसे यह सिरे के पास मजबूत होती जाएंगी इसलिए हमारे द्वारा आरोपित की गई ये रेखाएं बदल जाएंगी यहां कमजोर होने जा रही हैं इसलिए वे यहां फिर से इस तरह मजबूत होंगी इसलिए अधिक रेखाएं यहां आती हैं और कमजोर होती हैं इस तरह से एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ के चारों ओर की रेखाएं दिखती हैं जब इसे एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है दूसरी ओर अगर मैं डायमैगनेटिक पदार्थ को देखता हूं और इसे उसी प्रकार के एकसमान क्षेत्र में रखता हूं तो यह विपरीत दिशा में एक चुंबकत्व विकसित करेगा यदि यह विपरीत दिशा में चुंबकत्व विकसित करता है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है जो नई क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वे बाहर आरोपित क्षेत्र की दिशा में अंदर आरोपित क्षेत्र के विपरीत होने वाली हैं और इसलिए जिस तरह से क्षेत्र दिखने जा रहा है वह कुछ इस तरह का होगा कि यह अंदर से क्षीण हो जाएगा तो यह फिर से इस क्षेत्र को लेता है यह अंदर क्षीण हो जाएगा तो इसका मतलब है कि रेखाएँ विकर्षित होंगी और यहाँ पर मजबूत हो जाएँगी और आप देखेंगे कि रेखाएँ दूर चली गई हैं और यह बाहर की तुलना में अंदर से क्षीण होगी यह एक डायमैगनेटिक पदार्थ है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में मजबूत चुंबकत्व विकसित हो जाता है और इसलिए इसमें जाने वाली ज्यादातर रेखाएँ पैरामैग्नेटिक पदार्थ की तरह होती हैं लेकिन अंदर कई रेखाएँ हैं और बाहर बहुत क्षीण क्षेत्र है आप यह देख सकते हैं कि यदि आप इन पदार्थों को लौह बुरादा के पास लौह चुंबकीय पदार्थ में ले जाते हैं तो लोहे का बहुत सारा बुरादा सिरों के पास फंस जाता है इस व्यवहार के कारण जो होगा वह यह है कि एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ मजबूत क्षेत्र की ओर जाएगा इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी एक डायमैगनेटिक पदार्थ मजबूत क्षेत्र से दूर चला जाएगा यह क्षीण क्षेत्र की ओर बढ़ेगा और फेरोमैग्नेटिक पदार्थ बेशक एक मजबूत क्षेत्र की ओर बहुत मजबूती से जाएगा इसमें हम जो कर रहे हैं वह है पैरा डिया मैग्नेटिक पदार्थों के साथ काम करना मैं बस फिर से परिभाषित करता हूं कि वे क्या हैं जो कि आरोपित क्षेत्र के लिए आनुपातिक रूप से एक चुंबकीय आघूर्ण विकसित करते हैं या इसे बहुत सटीक रूप से परिभाषित करते हैं तो यह एक चुंबकीय प्रवृत्ति chi गुणा m H के बराबर हो जाता है MMH फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ इसकी समानता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास क्या था कि अगर वहाँ कहीं एक विद्युत क्षेत्र था यह एप्सिलॉन नॉट chi e विद्युत ध्रुवीकरण विकसित किया था उस बिंदु पर मामूली अंतर से जिस तरह से हमने विद्युत मामले और चुंबकीय मामले के लिए प्रवृत्ति को परिभाषित किया है विद्युत के मामले में मैंने प्रवृत्ति को परिभाषित किया था ऐसे कि एप्सिलॉन नॉट chi गुणा e ने मुझे ध्रुवीकरण दिया था और e क्षेत्र है चुंबकीय पदार्थों के मामले में m को ऑक्सीलिरी क्षेत्र H के समानुपाती के रूप में परिभाषित किया जाता है ना कि वह क्षेत्र जो बल गुणा chi m को लागू करता है यहाँ कोई mu 0 नहीं है तो यह chi mपैरामैग्नेटिक पदार्थों के लिए 0 से अधिक होने जा रहा है और chi m 0 से कम है यह रंग अच्छी तरह से नहीं आ रहा है इसलिए मैं रंग बदलूंगा chi m डायमैगनेटिक पदार्थों के लिए 0 से कम है लाल रंग में यहाँ यह जो बाक्स आपको संबंध दे रहा है वह संवैधानिक संबंध है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था अब यह मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए है फेरोमैग्नेटिक पदार्थों के लिए chi m आरोपित क्षेत्र पर ही निर्भर करता है तो यह एक गैर रैखिक व्यवहार बन जाता है जिससे हम इससे निपटने नहीं जा रहे हैं और इससे हिस्टैरिसीसc मिलता है और उन चीजों की ओर जाता है जो हम इन सभी पदार्थों से निपटने जा रहे हैं तकनीकें वैसी ही होंगी जैसी हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मामले में की थीं इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस व्याख्यान को फिर से देखें क्योंकि अब मैं उदाहरणों को हल करने जा रहा हूं पहले उदाहरण के रूप में आइए हम उस मामले को लेते हैं जहां मैं चुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक या डायनामैग्नेटिक का एक नमूना लेता हूं और इसे एकसमान क्षेत्र B में रख देता हूं नमूना इतना बड़ा है कि इसका त्रिज्या r इसकी ऊंचाई से बहुत अधिक है इसलिए मैं फ्रिंज प्रभावों को अनदेखा कर सकता हूं या दूसरे शब्दों में मैं इस क्षेत्र में यहां कहीं बीच में देख रहा हूं जहां किनारों का प्रभाव वास्तव में बहुत कम है अब जब मैं B लगाऊंगा तो क्या होगा यह B एक चुंबकीय आघूर्ण को जन्म देगा तो हम कहें कि यह एक चुंबकीय आघूर्ण m विकसित करता है बदले में इस चुंबकीय आघूर्ण को परिबद्ध धाराओं के रूप में माना जा सकता है जैसे कि यह एकसमान चुंबकीय आघूर्ण है या मैं m के माइनस डाइवर्जेंस को चुंबकीय आवेश की तरह सोच सकता हूं जो h को जन्म देता है हम समस्या को दोनों तरीकों से हल करते हैं इसलिए यदि मैं इस पदार्थ को देखता हूं जिस पर मैंने B आरोपित किया था और अगर मैं इस एकसमान चुंबकीय क्षेत्र को अंदर लेता हूं तो ऊपरी सतह पर m का डाइवर्जेंस माइनस m डेल्टा z माइनस h है अगर मैं ऊपरी सतह को h और निचले हिस्से में यह m डेल्टा z है तो यह एक पृष्ठीय आवेश की तरह है यदि यह डाइवर्जेंस है तो डेल डॉट h माइनस डेल डॉट m होने जा रहा है तो यह m डेल्टा z माइनस h माइनस m डेल्टा z होने जा रहा है इसलिए H ऐसा होने जा रहा है जैसे हम h को बढ़ावा दे रहे हैं जो यहां धनावेश के साथ है और यहां ऋणावेश है तो डेल डॉट h इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो H बाहर कुछ भी नहीं है लेकिन B द्वारा विभाजित म्यू 0 H अंदर आरोपित H प्लस m के कारण H के बराबर होने जा रहा है आरोपित H का डाइवर्जेंस 0 है क्योंकि यह एकसमान H है इसलिए अंदर H आरोपित H के बराबर होने जा रहा है जोकि B द्वारा विभाजित म्यू 0 प्लस m के कारण H है और जैसा कि मैंने कहा यह आता है क्योंकि यह शीर्ष पर धनावेश है और तल पर ऋणावेश तो यह माइनस m होने जा रहा है यहां एप्सिलॉन 0 नहीं है कुछ भी नहीं है तो अंदर H B द्वारा विभाजित म्यू माइनस M है अब हम आत्म स्थिरता के लूप से गुजरेंगे क्योंकि मुझे पता है कि यह M कुछ और नहीं बल्कि उसी की दिशा है इसलिए मैं शीर्ष पर एक सदिश चिह्न नहीं लिख रहा हूं यह कुछ भी नहीं है लेकिन उस बिंदु पर chi m गुणा h है तो h अंदर जो कुछ भी नहीं है लेकिन chi m b द्वारा विभाजित म्यू 0 माइनस m है और यह मुझे chi m प्लस 1 m के बराबर chi m b द्वारा विभाजित म्यू 0 है या m बराबर है chi m द्वारा विभाजित chi m प्लस 1 b द्वारा विभाजित म्यू 0 यह m के लिए एक समाधान है इसलिए B जो आरोपित B है प्लस m के कारण B या h जो आरोपित h है प्लस m के कारण h है यह बराबर होने वाला हैb द्वारा विभाजित म्यू 0 माइनस m है जो कुछ भी नहीं है लेकिन chi m द्वारा विभाजित chi m प्लस 1 b द्वारा विभाजित म्यू 0 जो मुझे b द्वारा विभाजित म्यू 0 1 द्वारा विभाजित chi m प्लस 1 देता है इसलिए h इन सभी का उपयोग करते हुए हमने पाया है कि m chi m द्वारा विभाजित chi m प्लस 1 b द्वारा विभाजित म्यू 0 है H b द्वारा विभाजित म्यू 0 1 द्वारा विभाजित chi m प्लस 1 और कुल क्षेत्र b म्यू 0 h प्लस m के बराबर होने वाला है और यह b है इसलिए b अंदर वैसा ही रहता है यह chi m से प्रभावित नहीं होता है MMHinsideMB0 M M1MMB0 MMM1B0 BBapplied Bdue to M HHapplied Hdue to MB0 MM1B0B01M1 Net field B0HM यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि इस पदार्थ में गौस का नियम gauss's law द्वारा मेरे पास है यदि मैं इस बॉक्स को चुनता हूं तो मेरे पास डेल डॉट b 0 के बराबर है जो देता है कि b लंबवत निरंतर होना चाहिए और ठीक यही परिणाम हम देख रहे हैं एक और उदाहरण जो आप आजमाना चाहते हैं वह है लंबा सोलनॉइड जिसे फिर से एकसमान क्षेत्र में रखा गया है यह मैं एक अभ्यास के रूप में छोड़ दूंगा तीसरा उदाहरण मैं फिर से करने जा रहा हूं मैं बाहर से एकसमान क्षेत्र में डाल दिया गया chi m चुंबकीय आघूर्ण m के एक पदार्थ से बने गोले की समस्या पर वापस आऊंगा हम यह मानकर शुरू करेंगे कि यह उसी दिशा में एक चुंबकीय आघूर्ण m विकसित करता है हम इस दिशा को z मान लेते हैं अब अगर मैं h विधि के माध्यम से हल करना चाहता हूं तो मुझे डेल डॉट h मिलता है जो कि माइनस डेल डॉट m के बराबर है और हम पहले ही देख चुके हैं इसका मतलब है कि मेरे पास एक धनावेश तरह की चीज़ है जो यहाँ m कोसाइन थीटा है और निचली तरफ एक ऋणावेश है जो फिर से m कोसाइन थीटा है और इसलिए h इस दिशा में एक h को जन्म देता है और डेल क्रॉस h 0 है क्योंकि कोई मुक्त धारा नहीं है तो जिस h को यह जन्म देता है वह माइनस m विभाजित तीन होने जा रहा है तो h अंदर h आरोपित प्लस m के कारण h है जो b से विभाजित म्यू 0 माइनस m से विभाजित 3 होने वाला है लेकिन मुझे यह भी पता है कि m chi m h अंदर होने जा रहा है और इसलिए यह यह chi m b भाग म्यू 0 माइनस chi m m से विभाजित 3 m है और यह देता है 3 प्लस chi m भाग 3 m जो के बराबर है chi m b से विभाजित 0 जिसका तात्पर्य है कि m बराबर है 3 chi m भाग 3 प्लस chi m गुणा b से विभाजित म्यू 0 H MH M3 HinsideHappliedHdue to MB0 M3 MMB0 MM3 M3M3MB0 इसलिए अगर मेरे पास इस एकसमान क्षेत्र में यह गोला है तो हमने क्या प्राप्त किया इसमें हम हासिल करते हैं कि m 3 chi m से विभाजित 3 प्लस chi m b से विभाजित म्यू 0 है और h इसलिए आरोपित h है जो b से विभाजित म्यू 0 माइनस m से विभाजित 3 है जो इस मामले में chi m से विभाजित 3 प्लस chi m b से विभाजित म्यू 0 हो जाता है जो 3 से विभाजित 3 प्लस chi m b से विभाजित म्यू 0 के बराबर है इसलिए अंदर कुल क्षेत्र b म्यू 0 h प्लस m के बराबर होने जा रहा है जो मुझे 3 chi m प्लस एक से विभाजित 3 प्लस chi m आरोपित b देता है HB0 M3MB033MB0 Binside0HM3M13MBapplied इसलिए आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों को देखा है जब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में एक ध्रुवीकरण पदार्थ था जब एक चुंबकीय पदार्थ को किसी क्षेत्र में रखा जाता है तो अंदर के क्षेत्र की गणना के लिए इसी तरह की तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है एक और तरीका यह किया जा सकता है जब मैंने इस m आउट को यहां मान लिया था तो मैं इस m के बारे में सोच सकता था इस h पद्धति के माध्यम से नहीं लेकिन मैं इस m के बारे में सोच सकता था जो इन परिबद्ध विद्युत धाराओं को बढ़ाता है जो माइनस n क्रॉस m हैं जिसने वास्तव में मुझे m sine थीटा दिया और हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में देखा है कि यह वास्तव में अंदर एक क्षेत्र को जन्म देता है जो दो तिहाई म्यू 0 m है तो इस काम के लिए मुझे पता है कि b अंदर b आरोपित प्लस दो तिहाई म्यू 0 m होने वाला है और यह देता है h अंदर b इन से विभाजित म्यू 0 माइनस m जो बराबर है b m से विभाजित म्यू 0 माइनस खेद है b से विभाजित म्यू 0 माइनस यह b नहीं है यह b से विभाजित म्यू 0 माइनस एक तिहाई m है अब m खुद ही chi m h इन के बराबर है जो chi m b से विभाजित म्यू 0 माइनस chi m से विभाजित 3 m है और यह देता है m 3 प्लस chi m से विभाजित 3 जो बराबर है chi m b से विभाजित म्यू 0 यहाँ शीर्ष पर m समान है तो आप देखते हैं कि मैं वर्तमान पद्धति का उपयोग करके इस समस्या को हल कर सकता था मुख्य बिंदु यह है कि मैं एक ऐसा m मानता हूं जो b के समान दिशा में होता है जो इन मामलों में सही होता है और फिर उत्तर प्राप्त करने के लिए आत्म सुसंगत विश्लेषण करते हैं ध्यान दें कि आखिरकार पैरामैग्नेटिक प्रकृति की वजह से अगर chi m एक से अधिक है तो b अंदर आरोपित b से अधिक है हालाँकि यह chi m एक से कम है तो यह अलग होने वाला है और आरोपित क्षेत्र से कम होने वाला है BinB230H HinB0 13MMMHinMB0 M3M or M3M3MB0